नमस्कार टू फेज फ्लो और हीट ट्रांसफर के ग्यारहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम टू फ़ेस फ़्लो और सिग्नल एनालिसिस के मापन के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे पिछले भाग में हमने कंडक्टिविटी प्रोब विद्युत चालकता प्रोब और ऑप्टिकल प्रोब के बारे में चर्चा की थी इस व्याख्यान के अधिकांश भाग मेंयहाँ हम इस को जारी रखेंगे मैं मल्टी प्रोब और मल्टीपल प्रोब के सिग्नल एनालिसिस के लिए मल्टी सेंसर्स के बारे में बात करूँगा ठीक है तो इस व्याख्यान की रूपरेखा के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि इस व्याख्यान में हम पहले सिग्नल एनालिसिस के सार पर प्रकाश डालेंगे पिछले व्याख्यान में हमने आपको सिग्नल एनालिसिस दिखाया है लेकिन आज इस व्याख्यान में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसका सार क्या है और सिग्नल्स से विशेषताएं कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं तो मात्रात्मक डेटा के मूल्यांकन के लिए सिग्नल एनालिसिस का सार समझाया जाएगा इसके बाद हम आपको सेंसर से कई सिग्नल्स का उपयोग करके दिखाएंगे कि डेटा फ्यूजन कैसे किया जा सकता है और आप जानते हैं कि मात्रात्मक जानकारी प्राप्त की जा सकती है ठीक है उसके लिए मैं कुछ स्टैटिस्टिकल विशेषताएं और कुछ न्यूरल नेटवर्क से जानकारी दिखा रहा हूँ इसके अलावा मैं सिग्नल एनालिसिस के लिए आधुनिक तकनीकों के बारे में चर्चा करूंगा जैसे स्कैटर प्लॉट अट्रैक्टर टाइम डिले प्लॉट इत्यादि मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि 1 एरे में कई सेंसर डेटा का उपयोग करके एरे इंटरफ़ेस को कैसे फिर से संगठित किया जा सकता है यह आपके लिए बहुत अच्छी तरह से परिभाषित इंटरफ़ेस है तो मैं उस तकनीक को भी दिखाऊंगा अब शुरू करने के लिए पहले मैं दिखाऊंगा कि सभी सिग्नल एनालिसिस का सार क्या है या आप कह सकते हैं कि सिग्नल से रूपांतरण कैसे होता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिग्नल ट्रांसफॉर्म क्या है अब सिग्नल के लिए सिग्नल ट्रांसफॉर्म हम सिग्नल को प्रोब के आउटपुट के कुछ प्रकार के रूप में लेंगे जो समय के साथ बदल रहा है इसलिए हमारे पास समय डोमेन में भिन्नता है तो मान लीजिए कि समय एक आयाम में आगे बढ़ रहा है और दूसरी दिशा में सिग्नल्स में परिवर्तन हो रहा होगा ठीक है तो यह वोल्टेज हो सकता है यह करंट हो सकता है यह फ्लो रेट या कोई अन्य तथ्य हो सकता है जो समय के साथ बदलता रहता है अब ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं हम यह पता लगाते हैं कि उस समय डोमेन वैरिएशंस की विशिष्ट विशेषता क्या है और प्रभावी फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं और उस सिग्नल के प्रभावी मोड्स क्या हैं जो कुछ भी हमने प्रोब से प्राप्त किया है ठीक है तो विशिष्ट सिग्नल ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म हैं जो मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी दिखाया है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म और यहां भी हम आपको कुछ नई सिग्नल एनालिसिस तकनीक दिखाएंगे तो अनिवार्य रूप से सिग्नल ट्रांसफॉर्म एक समय पर निर्भर तथ्य से चाहिए और वहां से महत्वपूर्ण विशेषताएं प्राप्त की है ठीक है इसके बाद मैं आपको यहां 1 सिग्नल दिखाऊंगा आप मूल रूप से इस प्लॉट में यहां देख सकते हैं कि यह समय हैं और यहां हमारे पास कुछ तथ्य हैं और यह कुछ प्रोब सिग्नल ऑप्टिकल या विद्युत चालकता प्रोब या कुछ अन्य प्रकार के प्रोब सिग्नल हो सकते हैं तो यहाँ पर मान ले कि हम सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं जो मैंने आपको यहां दिखाया है यह वास्तव में एक साइन वेव है आप देख सकते हैं कि यह सीनयस के नेचर को दिखा रही है ठीक है ऊपर और नीचे जाते हुए 1 सेकंड में 50 बार साइन वेव एक ही बिंदु से गुजर रही है तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 50 है ठीक है तो यह मैंने दिखाया और एक बार जब आप इस सिग्नल के लिए फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म करेगे तो आपको पता चलेगा कि यह सिग्नल का फास्ट फोरियर डेटा है ठीक है मैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के गणितीय विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह गणित का हिस्सा है लेकिन मेरे अनुसार आप सभी जानते हैं कि समय पर निर्भर डेटा का फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह सिग्नल का FFT है और आप इसका पीक 50 हर्ट्ज पर पाएंगे इसलिए जो भी सिग्नल हो हमे यहां एक सेकंड में 50 बार मिलेगा ताकि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के पीक के रूप में यहां आए इसलिए एक बार जब हमारे पास कुछ समय पर निर्भर डेटा होगा और हमें पता चलेगा कि यह फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो यह हमें प्रभावी पीक प्रदान करेगा जो इसकी विशेषता है ठीक है इसके बाद आगे जो मैंने किया है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ और साइन वेव कर्व्स जोड़े हैं बल्कि कॉसाइन कर्व्स जोडे हैं तो पहला आप देखते हैं कि हमने क्या किया है तो फ्रीक्वेंसी 10 है इसी तरह से फिर और कुछ जोड़ने पर इसका मतलब है कि यह xt जो समय के साथ बदल रहा है यह वोल्टेज भी हो सकता है जो वास्तव में 4 कोसाइन वक्रों का योग है ठीक है अगर मैं रॉ सिग्नल देखता हूं तो यह समय अक्ष है और यहां हमारे पास x है ठीक है जो समय के साथ बदलता रहता है आप इस अनिश्चित प्रकृति का पता लगाते हैं लेकिन यदि आप बारीकी से देखें तो इस सिग्नल में किसी प्रकार की आवर्तता है और आप पा सकते हैं कि ये वास्तव में 4 एम्पलीटुडेस द्वारा निर्मित हैं ठीक है तो इसमें 10 25 50 और 100 का भी प्रभाव दिखेगा हालाँकि इसे आप एक बार करीब से देखते है तो आप इसकी बारीकी से समीक्षा कर सकते है लेकिन हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं हम सिग्नल के फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि प्रभावी फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिग्नल के फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म को दिखाया है और दिलचस्प बात यह है कि आप ध्यान दे सकते हैं कि हमें 10 पर पीक मिला है हमें 25 में एक और पीक मिला है हमें तीसरा पीक 50 पर मिला है और अंत में चौथा पीक 100 पर मिला है आप देखते हैं कि हमने जो भी 10 25 50 और 100 दिए हैं हमें वापिस मिल गए हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह के कुछ अज्ञात सिग्नल्स हैं और यदि आप फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जाते हैं तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी पीक कहां है ठीक है अब इन दो प्लॉट्स के बारे में एक दिलचस्प बात समय डोमेन प्लॉट यह एक यहाँ और साथ ही यह एक यहाँ ये दो समय डोमेन प्लॉट है हमने एक ही अंतराल पर डेटा लिया है जिसका मतलब है कि और इसी तरह तो इसका मतलब है कि प्रोब या सेंसर आपको एक ही फ्रेक्वेंसी पर सिग्नल दे रहा है इसका मतलब है कि सैंपलिंग की दर समान है ठीक है तो लगभग यह एक ही दर पर दे रहा है लेकिन किसी बिंदु या किसी माप उपकरण में आप यह देख सकते हैं कि यह दर बदल रही है ठीक है तो आपके पास वेरिएबल समय है सेंसर सिग्नल प्राप्त करने और इसे कंप्यूटर पर भेजने के लिए वेरिएबल समय ले रहा है तो चलिए एक और सिग्नल देखते हैं तो यहां आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ उस सिग्नल रॉ सिग्नल को देख सकते हैं और यहां आप देखते है यहाँ समय डोमेन है यह कुछ सिग्नल है आइए हम इन्हे वोल्टेज कहते हैं तो यहाँ आप यह पता लगा सकते हैं कि ये बहुत पास हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत तेज़ सिग्नल हैं जिन्हें हमने प्राप्त किया है और यहां सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है या घटना के कारण कुछ समय ले रहा है और आपको यह पता चल जाएगा कि आपको एक सिग्नल देने में अधिक समय लग रहा है इसलिए यदि आप इस प्रकार की स्थिति देखते हैं जैसे कि अपने रॉ सिग्नल में तो हम FFT का उपयोग करके इस प्रकार के सिग्नल की विशिष्ट विशेषताओं का भी पता लगा सकते हैं तो आपने देखा कि हमने क्या किया हमने उस सिग्नल को FFT कर्व में बदल दिया है इसी तरह हम कुछ पीक भी ज्ञात कर सकते है तो इसकी और आपके पिछले सिग्नल की तुलना करने से आप यहाँ देखते हैं कि 50 पर आपको एक पैनी पीक मिली है हमें यहां पीक 50 पर मिली है लेकिन हमें कुछ सहायक पीक 100 पर भी मिली है और हम 25 20 पर भी ऐसा ही कुछ देख सकते है तो यह आपको किसी प्रकार का विचार देता है कि आउटपुट को रीडिंग देने के लिए सिग्नल वास्तव में किस दर पर समय ले रहे हैं ठीक है तो ये तरीके हैं हम संकेतों से क्वांटेटिव डेटा के परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ठीक है आगे हम जल्दी से विभिन्न तकनीकों की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको डेटा फ्यूजन दिखा रहा हूँ ठीक है डेटा फ्यूजन का उपयोग करके मल्टीप्ल सेंसर का उपयोग करके आप क्वांटेटिव सिग्नल्स का पता लगा सकते हैं तो यहाँ मैं एक विशिष्ट फ्लो का उपयोग करूँगा जिसे कोर अनुलर फ्लो कहा जाता है तो यह वास्तव में लिक्विड लिक्विड कोर अनुलर फ्लो है एक चित्र जो मैंने आपको यहां दिखाया है यह केरोसिन की चित्र है ठीक है केरोसिन और पानी की चित्र है तो यह कोर केरोसिन से बना है अनुलर डोमेन में आप यहां देखें हमारे पास सफेद भाग हैं ये वास्तव में पानी हैं तो यह लिक्विड लिक्विड कोर अनुलर फ्लो है और लिक्विड लिक्विड जोड़ी केरोसिन और पानी है तो आइए इसे देखने का प्रयास करें आप जानते हैं मल्टीप्ल सेंसर का उपयोग करके क्या हम इस अनुलर फ्लो का प्रग्रहण कर सकते हैं और यदि आप सेंसर के बीच सिग्नल्स की तुलना करते हैं ठीक है तो हमने क्या किया है इसका पता लगाएं हमने कंडक्टिविटी प्रोब की मदद ली है लेकिन हमने यहां मल्टीप्ल प्रोब्स की मदद ली है तो मैं पहले समझाता हूं कि किस प्रकार की प्रोब पर विचार किया जा सकता है तो पहला है इन्हें वॉल माउंटेड प्रोब कहा जाता है तो यह पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन है इसलिए आप देखते हैं कि कोई क्या कर सकता है वे पाइप लाइन में पूर्ण छिद्र बना सकते हैं और आप जानते हैं कि वे इस तार को फ्लश कर सकते हैं वास्तव में तारों के लिए ये सभी क्रमांकित लाइन वे तार वास्तव में आपके इलेक्ट्रोड हैं ठीक है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड और जो छिद्रों में प्रवेश करते हैं वे विशेष कोणीय क्षेत्रों से आते हैं तो आप यहां देखिए हमें यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर दिए गए हैं और वे दर्ज किए गए हैं अब ये सभी वॉल फ्लश्ड हैं वॉल फ्लश्ड का मतलब है कि वॉल के अंदर कुछ भी नहीं बढ़ाया जाएगा जिससे फ्लो में परेशानी हो तो वे वास्तव में अंदर की वॉल की सीमा पर समाप्त हो रहे हैं ठीक है तो ये सभी एक बार फिर सर्किटरी से जुड़े हुए हैं यहां पहले से ही सर्किटरी पिछले व्याख्यान में दिखाई जा चुकी है यदि आपको याद है तो वे ओसिलेटर होंगे और फिर हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज अंत में रेक्टीफायर फिर फिल्टर्स और फिर बहुत सी चीजें थीं तो ये सभी प्रोब सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट्स में जा रही होंगी इसके अलावा वाल माउंटेड प्रोब हमने एक सेंट्रल प्रोब भी दी है तो यह पाइप का सामने का दृश्य है मान लीजिए कि वॉल माउंटेड प्रोब आप यहां देख सकते हैं तो यह दृश्य हमने इस अक्ष के साथ लिया है तो यह अक्ष है तो हमने 7 3 अक्ष को देखा है तो आप 7 और 3 देख सकते हैं और यहां एक सेंट्रल प्रोब होगा जो वास्तव में ट्यूब में घुस रहा है और फ्लो में आ रहा है और फ्लो मार्ग को भी कुछ हद तक सीमित कर रही है तो हमारे पास एक सेंट्रल प्रोब है और हमने इसका नाम 0 दिया है अब हम इन सिग्नल को देखते हैं तो हमने जो किया है जैसा कि हमारे पास 8 प्लस 0 9 सिग्नल लेने के लिए प्रोब है इसलिए हम वास्तव में बहुत सारे संयोजनों और मापदंडों के क्रमपरिवर्तन उपयोग कर सकते हैं तो हमने यहां पर क्या किया है हमने इस तरह से यहां प्रोब के सिग्नल देखे हैं तो पहले 1 और 2 1 और 2 के बीच पहले से ही मैंने आपको दिखाया है 1 और 2 कहाँ है 1 और 2 के बीच का सिग्नल 1 और 2 के बीच के सिग्नल में क्या अंतर है जो हमने यहाँ दिखाया है तो आप यह पता लगा सकते हैं हमें यहां 3 अलग अलग स्थितियां दी है पानी केरोसिन और पानी केरोसिन तो पानी केरोसिन आपको कोर अनुलर स्थितियों के बारे में बताएगा ठीकहै फ्लो रेट को इस तरह से लिया गया है जो आपको कोर अनुलर स्थिति प्रदान करे वैसे इन फ्लो रेट को एक बार फिर फ्लो प्रवृत्ति मैप से चुना जाता है जो मैंने आपको दूसरे व्याख्यान में दिखाया है अब अगर हम पाइपलाइन में पूर्ण रूप से भरा हुआ पानी रख रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये सभी संयोजन आपको लगभग 65 दे रहे है सभी वोल्टेज 65 की सीमा में हैं और यदि आप देखते हैं कि हमारे पास यदि आपके पास केरोसिन हैं तो आप पाएंगे कि यह 456 की सीमा में है उस दर सीमा में है अब दिलचस्प बात यह है कि हमने जो कुछ भी पाया है जब भी हमारे पास दोनों एक कोर अनुलर पैटर्न के रूप में हैं तो आप देखते हैं कि यह इन 2 के बीच में कुछ आ रहा है यद्यपि आप वॉल में देखते हैं ये सभी वाल माउंटेड प्रोब हैं यहां आप 1 2 देखते हैं कहीं भी हमने 0 को चित्रित नहीं किया है तो ये सभी वॉल माउंटेड प्रोब्स हैं तो हालाँकि ये सभी प्रोब वास्ताव में वॉल इंटरफेस से जुड़े हैं क्योंकि हम जानते है कि सभी कोर अनुलर फ्लो के मामले में स्पष्ट रूप से वॉल के साथ पानी जोड़ा जाएगा लेकिन फिर भी आप सिग्नल को देखते हैं ये जो भी हम प्राप्त करते हैं वह पानी के सिग्नल के बराबर नहीं है यह इनके बीच में कहीं आता है तो हम इस प्रकार के सिग्नल्स का उपयोग करके अनिवार्य रूप से क्या कर सकते हैं हम वापस अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम पाईप के अंदर कोर अनुलर फ्लो कर रहे हैं या नहीं आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां फ्यूजन तकनीकें हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको वाल माउंटेड प्रोब और सेंट्रल प्रोब के कुछ सिग्नल दिखाए हैं ठीक है तो आप देखिये ये सब 0 के साथ हैं तो 0 1 0 2 से 0 8 तक यहां देखें कि वोल्टेज 47 के बीच में आ रहा है जो कि केरोसीन के लिए है जो हमने प्राप्त किया है उसके सिग्नल के बहुत पास है क्योंकि आप जानते है की सेंट्रल प्रोब और वॉल माउंटेड प्रोब केरोसिन और पानी के बीच भी संपर्क कर रहे हैं ठीक है क्योंकि कोर में हमारे पास केरोसिन है अब हम इन सभी सिग्नल्स के आधार पर देखते हैं कि मैं फ्लो प्रवृत्ति की पहचान कैसे कर सकता हूं इसलिए हमने यहां पर जो दिखाया है यहां डेटा फ्यूजन के लिए हमने कुछ और प्रोब लिए है जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया है इसलिए इन प्रोब वॉल माउंटेड प्रोब और सेंट्रल प्रोब के अलावा हमने 2 डायमेट्रिक प्रोब भी दी है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई है और मैंने कुछ रिंग के जैसी वॉल प्रोब भी दिखाई है तो रिंग के जैसी वॉल प्रोब कुछ और नहीं बल्कि ट्यूब की भीतरी वॉल से जुड़ी एक गोलाकार रिंग है तो 2 रिंग्स हमे यहा दिए हैं फिर वहां से हमने सिग्नल प्राप्त किया है और यहाँ ये वास्तव में डायमेट्रिक तार हैं तो ये वास्तव में ये 2 तार वास्तव में 2 स्ट्रिप प्रकार में होते हैं इसलिए वास्तव में फ्लो पथ को प्रतिबंधित करते हैं लेकिन ये वास्तव में वॉल अटैच है वॉल अटैच्ड रिंग के जैसे प्रोब हैं इसलिए ये फ्लो पथ को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम इस वाले को रिंग प्रोब कहेंगे और हम इन 2 को पैरेलल वायर प्रोब बुलाएंगे तो प्रोब के दोनों जोड़े का उपयोग करके हमें क्या पता चलेगा हम स्टैटिस्टिकल विशेषताओं का पता लगाएंगे और फिर इन स्टैटिस्टिकल विशेषताओं का उपयोग करके हम कुछ फ्यूजन के लिए जाएंगे अब फ्यूजन तकनीक क्या होगी यह शोध का विषय है और फ्लो प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि आप किस फ्लो प्रवृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं फ्यूजन की तकनीक अलग अलग होगी और कभी कभी यह फ्लो रेट पर भी बदल रहा होगा इसलिए यहां मैं फ्यूजन तकनीक के विस्तार में नहीं जा रहा हूं तो किस आधार पर किस तकनीक का प्रयोग करके आप न्यूरल नेटवर्क फिटिंग के लिए जा सकते है कुछ सिग्नल्स का उपयोग करके डेटा को ठीक से प्रशिक्षित करें और फ्लो प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करें और फिर बाद में आप कुछ अज्ञात विशेषताओं और उसी फ्यूजन तकनीक के लिए क्या कर सकते हैं आप पाइपलाइन के अंदर हो रहे फ्लो प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं इसलिए यहां हम अनिवार्य रूप से क्या कर रहे हैं दोनों विशेषताएं को हम यहां पर फ्यूज कर रहे हैं इसलिए इसे फ्यूचर फ्यूजन कहा जाता है और फिर हम कुछ क्लस्टरिंग के लिए जाते हैं तो क्लस्टरिंग क्या है तो फ्यूजन के बाद हम फ्यूज किए गए डेटा का पता लगा लेंगे कि वे एक विस्तृत सीमा के हैं तो फिर हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें इसी प्रकार के सिग्नल्स को ठीक करने की आवश्यकता है और फिर उन्हें प्लॉट करें तो यह क्लस्टरिंग के लिए एल्गोरिथ्म कहलाता है ताकि समान प्रकार के फ्यूज्ड डेटा का पता लगाया जा सके और फिर अंत में विभिन्न क्लस्टर्स को अलग अलग स्थानों पर प्लॉट करेंगे तो हम यहां क्या करते हैं हमने मल्टीप्ल प्रोब और कई विशेषताओं का उदाहरण दिखाया है तो यह रिंग ओर पैरेलल वायर प्रोब से स्टैटिस्टिकल विशेषताएं है ठीक है आइए देखते हैं कि कैसे अलग अलग क्लस्टर्स और एल्गोरिदम का उपयोग करके हम विभिन्न फ्लो प्रवृत्ति की पहचान कर सकते हैं इसलिए यहां मैंने आपको हवा और पानी के सतही वेग के आधार पर निर्मित एक फ्लो प्रवृत्ति नक्शा दिखाया है और हमने केवल 3 पैटर्न स्लगचर्ण और अनुलर पर ध्यान केंद्रित किया है अब यहाँ इन सभी बिंदुओं की पहचान क्लस्टर के आधार पर की जाती है जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में अलग अलग क्लस्टर के बारे में बताया है तो हमने वास्तव में इस रिंग प्रोब और पैरेलल वायर प्रोब से प्राप्त सिग्नल्स को फ्यूज किया है और आखिरकार हमे 3 क्लस्टर्स मिले है स्लग फ्लो के लिए क्लस्टर चर्ण फ्लो के लिए क्लस्टर और फिर अनुलर फ्लो के लिए क्लस्टर तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारे पास यहां पर स्लग फ्लो के लिए बहुत अच्छे क्लस्टर हैं यहाँ आपके पास अनुलर फ्लो के लिए क्लस्टर हैं और अंत में यहाँ पर आप चर्ण फ्लो के लिए क्लस्टर बना रहे हैं लेकिन इस प्रकार की तकनीकों की भी कुछ सीमाएँ हैं उच्च वेग वाले कुछ बिंदुओं से पता चलेगा कि यह क्लस्टर में नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ एक विशिष्ट उदाहरण है जहां आप मिश्रित प्रकार के पैटर्न देख सकते हैं इसलिए लेकिन यदि आप अधिक संख्या में डेटा सेट बिंदुओं के साथ इसे अच्छी तरह से मेल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की तकनीक फ्लो प्रवृत्ति पहचान के लिए बहुत सहायक है आगे हमें नई प्रकार की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी जहां हम एयर लिफ्ट लूप के माध्यम से ऑसिलेटरी फ्लो का पता लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है यहां इस प्रयोग में आप कंडक्टिविटी प्रोब सिग्नल्स प्रेशर ट्रांसड्यूसर और मैग्नेटिक फ्लो मीटर का उपयोग कर रहे हैं ठीक है और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हम PSDF प्रोबेबिलिटी स्पेक्ट्रम डेंसिटी फंक्शन क्रॉस कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन अट्रैक्टर और टाइम डिले प्लॉट का उपयोग करेंगे तो जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि यह मल्टीप्ल सेंसर वाला कंडक्टिविटी प्रोब हैं और आप इसमें अलग अलग सिग्नल प्रक्रिया को देखेंगे तो यह एक स्कीमैटिक सेट अप है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एयर लिफ्ट पंप में यहाँ पर एक टैंक होगा और हमारे पास एक रैसर होगा यह वास्तव में डाउन क़मर है तो जिसके माध्यम से तरल नीचे आता है और यहाँ से यह एक बार फिर ऊपर जाता है अब नीचे आने वाले सेक्शन में हमने क्या किया है हमने उसके ठीक ऊपर मैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा दिया है इसके अलावा हमने बिंदु 6 पर कंडक्टिविटी प्रोब लगाया है जो आप यहां देख रहे हैं और हमने बिंदु 7 में कुछ प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी लगाए हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 3 प्रकार के माप है कंडक्टिविटी प्रोब मैग्नेटिक फ्लो मीटर और प्रेशर ट्रांसड्यूसर तो आइए देखते हैं कि इनका उपयोग करके हम कैसे प्रवृत्ति ढूंढ सकते है हमने यहाँ कंडक्टिविटी प्रोब के बारे में बहुत कम विवरण दिया है हमने पहले ही इसकी चर्चा की है तो इस कंडक्टिविटी प्रोब में रिंग के जैसी एक्टिव प्रोब है साथ ही हमारे पास एक सेंट्रल प्रोब हैं जो कि आपको पता है कि गोलाकार जैसी है हम इस रिंग प्रकार की प्रोब और इस सेंट्रल प्रोब के बीच सिग्नल ले रहे हैं और हमे यहाँ क्रॉस सेक्शनल दृश्य दिखाया गया है तो यह आपका पाइप सेक्शन है तो इसके साथ हमारे पास फ्यूज्ड रिंग प्रकार की प्रोब है और यह आपकी सेंट्रल प्रोब है सेंट्रल प्रोब पाइपलाइन के साथ आगे बढ़ सकती है जिसका अर्थ है कि यह केंद्र की ओर जा सकती है और साथ ही यह परिधि से आ सकती है और हमें रिंग प्रोब और सेंट्रल प्रोब के बीच सिग्नल मिल सकते हैं तो यह एक मैकेनिकल व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सेंट्रल प्रोब को एक्सिस की ओर ट्रांस्वर्स कर सकते हैं ठीक है आगे हमें यह तकनीक देखते है जो मैंने आपको बताइ है हम एक सेंट्रल प्रोब देखेंगे तो यह सेंट्रल प्रोब आपको हमेशा बिंदु आधारित माप देता है बिंदु आधारित मापन क्यों क्योंकि यह एक बिंदु पर टू फेज के फ्लो ज्ञात करेगा तो यह एक बिंदु है जो वास्तव में यहां है इसके अलावा इस पक्ष में हमारे पास विद्युत इंसुलेशन होगा तो हम यह पता लगाएंगे कि यह बिंदु आधारित माप है यह किसी प्रकार के बुलबुलों के डिफॉर्मेशन में भी शामिल होगा हम कहते हैं कि बुलबुला जब भी ऊपर जा रहा है तो यह गोलाकार या कुछ गोल जैसा हो सकता है और जब भी यह प्रोब के संपर्क में आ रहा है तो आप जानते हैं इस तरह से डिफ़ॉर्म हो सकते हैं तो इस प्रकार के मामलों में ये त्रुटियां सामने आ रही हैं फिर अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ विशिष्ट सिग्नल दिखाए हैं यदि आपको यहाँ पर पता चले तो आप इस हाई वोल्टेज को देख सकते है जो भी हमने प्राप्त किया है वह तरल संपर्क के लिए है और कम वोल्टेज जो प्राप्त किया है वो गैस संपर्क के लिए है इसलिए यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास उच्च वोल्टेज कितनी बार है और हमारे पास कम वोल्टेज कितनी बार है तो वो गैस के लिए t के योग और तरल के लिए t के योग के बराबर आएगा तो आपका वॉइड फ्रैक्शन t गैस के भाग में t गैस और t तरल का योग होगा तो यह बहुत बहुत आदर्श स्तिथि है जिसके बारे में हमने बात की है लेकिन जैसा कि यह बिंदु पर आधारित माप है और मैंने आपको बताया कि यहां डेफोर्मेशन होगा तो वास्तविक कर्व जो हम वोल्टेज और समय के लिए बनाएंगे वह ऐसा होगा ठीक है लेकिन एक बार फिर आप इसकी छानबीन कर सकते हैं और एक बार फिर आप वाइड फ्रैक्शन का पता लगाने के लिए इस तरह की एनालॉजी का उपयोग कर सकते हैं अगला हम देखते हैं कि इन सिग्नल्स का उपयोग करके हम PSDF प्रोबेबिलिटी स्पेक्ट्रम डेंसिटी फ़ंक्शन के लिए कैसे जा सकते हैं और हम टू फेज पैटर्न का मूल्यांकन कर सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहां आपको समय को ध्यान में रखकर रॉ सिग्नल दिया गया है यह वास्तव में प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स से नीचे आने वाले प्रेशर सिग्नल है इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां नीचे आने वाले और ऊपर जाने वाले प्रेशर सिग्नल हैं जो देखने में बहुत अनियमित हैं अब यदि आप इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी फ़ंक्शन देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा जो यहाँ कहीं पर ऊँची पीक को दर्शाता है और यहाँ पर कहीं नीची पीक है और आप देखते हैं कि प्राइमरी पीक की प्रकृति और सेकेंडरी पीक की प्रकृति हमेशा गिरती हुई है तो अगर आप नीचे आने वाले सिग्नल और ऊपर जाने वाले सिग्नल के बीच क्रॉस कोरिलेशन करे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रॉस कोरिलेशन कुछ इस तरह से होता है ठीक है तो यह बहुत कम एयर फ्लो रेट पर है तो हमने यहां पर एयर फ्लो रेट 944× 10 4 ली है एक बार जब आप फ्लो रेट बढ़ा देते हैं तो आप देखते हैं कि यह लगभग दोगुना हो जाती है 189×10 4 ठीक है तो यह दोगुनी है जैसा मैंने आपको पिछले में दिखाया हैं यहाँ आप देखते हैं कि सिग्नल बहुत बहुत अनिश्चित हो जाता है क्योंकि एक बार जब आप एयर का फ्लो बढ़ाते हैं तो वास्तव में बहुत सारे बुलबुले आपस में परस्पर प्रभाव डालने लगते हैं और एक बड़ा सा बुलबुला बना लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि PSDF बहुत अधिक अव्यवस्थित है और यदि आप परस्पर संबंध बनाने का प्रयास करते हैं मतलब इसका क्रॉस कोरिलेशन बनाने का प्रयास करते है तब आपको पता चलेगा कि आपके पास जो कुछ भी है और वह जो आपने पिछले में देखा है यह उससे अजीब नहीं दिख रहा है ठीक है यदि आप वेग को और अधिक बढ़ाते हैं तो आपको अनिश्चित प्रकृति मिलेगी एक और महत्वपूर्ण तकनीक मैं आपको इस PSDF के अलावा दिखाऊंगा जिसे वास्तव में स्कैटर प्लॉट कहा जाता है तो हमें क्या मिल रहा है हमें इस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं मान लेते है अलग अलग समय पर हमें इस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं अब हम क्या कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि सिग्नल कॉलम में है तो मैं सिग्नल्स को vn vn1 vn2 vn3 इस तरह कहूंगा तो n अलग अलग समय स्तर हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम सिग्नल को वोल्टेज वोल्टेज प्लेन या सिग्नल सिग्नल प्लेन जैसे प्लॉट कर सकते हैं यह n1th समय s पर वोल्टेज या सिग्नल के लिए है और यह nth समय के लिए है थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए यह मान लीजिए कि आपको इस तरह के जैसे v1 v2 v3 v4 सिग्नल मिल रहे हैं तो पहले हम v1 v2 की प्लोटिंग करेंगे और अगले पल में हम v2 v3 और बाद में v3 v4 की प्लोटिंग करेंगे तो एब्ससिस्सा और ऑर्डिनेट एक दूसरे में फेरबदल करेंगे तो आप इस मामले में देखते है की कम फ्लो रेट पर आप इस तरह की एक दो लोब वाली चीजें देख पा रहे हैं एक बार जब आप फ्लो रेट बढ़ा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको यहां पर फ्लो रेट के आधार पर ही दिखाया है एक बार जब आप फ्लो रेट को बढ़ाते हैं तो यह 2 लोब वाली चीज 3 लोब में बनती है और बाद में यह वेग बढ़ने के बाद वास्तव में बिखराव को बढ़ाती है ठीक है बहुत अधिक वेग पर इस तरह जारी रखते हुए आप पाएंगे कि यह बहुत अनियमित हो रहा है जो कि 2 फेज डिस्ट्रीब्यूशन की अनियमित प्रकृति को दर्शाता है PSDF के अनुरूप में भी यहां मेरे पास संभवतः डेंसिटी फंशन है मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है जो बहुत बहुत अव्यवस्थित है तो यह पाइपलाइन के अंदर एक अव्यवस्थित प्रकृति दिखा रहा है तो सिग्नल की इस तरह की पोस्ट प्रोसेसिंग करके आप क्या कर सकते हैं आप यह पता लगा सकते हैं कि पाइपलाइन के अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति है ठीक है आगे मैं आपको सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में और जानकारी दूंगा तो 2d प्लॉट से मैं आपको 3d प्लॉट दिखाऊंगा जिसे टाइम डिले प्लॉट कहा जाता है 2d प्लॉट के मामले में आपके पास vn1 और vn है यहाँ मैं आपको क्रमश vn1vn vn 1 दिखा रहा हु तो x y और z समन्वयक में आप इन सभी बिंदुओं को ले सकते हैं यदि आप एक कॉलम में अंकों की एक श्रृंखला बना रहे हैं तो आप हमेशा एक एक करके लगातार तीन बिंदुओं का चयन कर सकते हैं और आप इसे 3 डी प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं तो 3 डी सतह में यह इस तरह का लग रहा है ठीक है यह कहता है कि यह 3d प्लॉट वास्तव में चैनल के z 100 mm के लिए है ठीक है उसके बाद मैं आपको डेटा फ्यूज़न करने की एक तकनीक दिखाऊंगा ठीक है टोमोग्राफी प्रोब का उपयोग करने के लिए तो यहाँ टोमोग्राफी प्रोब के मामले में हम जानते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल सेंसर हैं इसलिए हम यहां पाइपलाइन की परिधि में ऑप्टिकल सेंसर लगा रहे हैं तो आप देखते है बहुत सारे ऑप्टिकल सेंसर हमने हमने सेक्टर में दिये है और सभी सिग्नल वास्तव में रीडआउट में यहां आ रहे हैं और फिर रीडआउट से हम डेटा अधिग्रहण प्रणाली में जा रहे हैं और अंत में इंटरफ़ेस के लिए पुनर्निर्माण किया जाने वाला है अब मैं इस प्रकार के पुनर्निर्माण के बारे में थोड़ी व्याख्या करता हूं तो यहाँ मैंने आपको वायर मैश कंडक्टिविटी प्रोब सिग्नल्स का उपयोग करके इस पुनर्निर्माण तकनीक को दिखाया है तो यहाँ वायर मैश सेंसर में पाइपलाइन वायर मैश के रूप में निर्मित होती है तो आप देखते हैं कि यह न्यूमेरिकल मैश जैसी संरचना है ठीक है इसलिए यह एक न्यूमेरिकल मैश संरचना है जो वोल्टेज प्राप्त कर रही होगी आपको और अधिक जानकारी देने के लिए यहां मैंने आपको स्कीमैटिक तरीके से यह बताया है कि यह पाइपलाइन है जिसके माध्यम से टेलर बबल बह रहा है तो यहां हमने क्या किया है हमने तारों के 2 सेट दिए हैं ठीक है समानांतर तार पहला यहाँ है जिसे हम निष्क्रिय भाग कह सकते हैं जो नीचे की परत पर होगा इस तरह समानांतर तार होंगे ठीक है उसके थोड़ा ऊपर आपके पास एक और परत होगी जहां तार क्रॉस दिशा में होंगे ठीक है और वे 2 तार वे वायर्स की ऐरे वायर मैश सेंसर के मामले में चित्र में आ रहे होंगे तो निचला वाला हम सिग्नल प्रदाता के रूप में बुला सकते हैं और ऊपरी को हम रिसीवर के रूप में बुला सकते हैं तो इन संकेतों का उपयोग करके हम अंततः क्या कर सकते हैं बता दें कि यह इस वायर मशीन का एक स्कीमैटिक है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों परतें वास्तव में सुपरपोज़्ड हैं और चित्र ऊपर से ली गई है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यह जो भी ऊर्ध्वाधर तार हैं जो हमारे पास हैं वे रिसीवर सर्किट्री से आ रहे हैं और जो भी क्षैतिज तार हमारे पास हैं वे ट्रांसमीटर सर्किटरी से आ रहे हैं तो पॉवर इसको दिया जाता है ठीक है अब आप प्रत्येक क्रॉस पॉइंट पर क्या कर सकते हैं आप वोल्टेज का पता लगा सकते हैं जैसा कि आप एक मैश जैसी संरचना कर रहे हैं इसलिए हर बिंदु पर मैश जैसी संरचना से आप वोल्टेज का पता लगा सकते हैं अब यह वोल्टेज आप समय को ध्यान में रखकर कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो जब वोल्टेज बढ़ रहा होगा और आप यह पता लगा सकते हैं कि कुछ समय बाद यदि आप वोल्टेज से आसानी से पुनर्निर्माण करते हैं तो इंटरफ़ेस कंटूर जो भी उस मैश संरचना के माध्यम से पारित किया गया है प्राप्त किया जा सकता है एक विशिष्ट उदाहरण मैं आपको यहां दिखा रहा हूं मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है कि यह एक टेलर बबल के लिए लिया गया था इसलिए आप देखें कि यह एक बबल है जो ऊपर की दिशा में घूम रहा था इसलिए पुनर्निर्माण के बाद हम एक समान प्रकार के टेलर बबल आकार प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप मैश में अधिक संख्या में तारों का उपयोग करेंगे तो आपको यहीं पर बेहतर और सटीक इंटरफ़ेस का पता चल जाएगा तो यह आपके इंटरफ़ेस पुनर्निर्माण से कुछ संबंधित है अब इस व्याख्यान के संक्षेप में हमने क्या किया है हमने यहाँ पर अलग अलग सेंसर तकनीकों को समझा है ठीक है और हम समझ चुके हैं कि पाइपलाइन के अंदर होने वाले विशेष टू फेज फ्लो को प्राप्त करने के लिए सिग्नल एनालिसिस कैसे किया जा सकता है इसलिए यहां हमने पहले उदाहरण में न्यूरल नेटवर्क आधारित डेटा फ्यूजन के बारे में चर्चा की है जो मैंने आपको दिखाया है हमने दूसरे व्याख्यान में पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी फंक्शन PSDF के बारे में भी बात की है एट्रैक्टर स्कैटर प्लॉट और इंटरफ़ेस पुनर्निर्माण पर भी हमने जोर दिया है तीसरे भाग में हमने अट्रेक्टर और स्कैटर प्लॉट के बारे में बात की है और पिछले भाग में हमने इंटरफ़ेस पुनर्निर्माण के बारे में सीखा है तो इस व्याख्यान में हमने समझा है कि टू फेज फ्लो और माप का सार क्या है और कैसे सिग्नल एनालिसिस का उपयोग करके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को प्राप्त किया जा सकता है ठीक है तो इस व्याख्यान के अंत में हमें अपनी समझ का परीक्षण करते हैं इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 प्रश्न हैं पहला टू फेज सिग्नल एनालिसिस के लिए कौन सी कार्यप्रणाली उपयुक्त नहीं है हमारे पास 4 विकल्प हैं a अट्रैक्टर b प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन c लैपलैस ट्रांसफॉर्म और d पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी फंक्शन तो जैसा कि आपने दोनों व्याख्यान में पढ़ा है तो शायद आपने कई बार अट्रैक्टर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन और PSDF पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी फंक्शन के बारे में समझा या सीखा होगा तो केवल अज्ञात चीज़ यहाँ पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है इसलिए उत्तर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सही है आइए अगले प्रश्न पर जाएं स्लग फ्लो में प्राप्त सिग्नल से स्कैटर प्लॉट में कितने मोड्स देखे जा सकते हैं तो आपके पास यह स्लग फ्लो हैं ताकि आप बता सके कि वहां से कितने मोड्स प्राप्त कर सकते हैं इस स्कैटर प्लॉट में कितने क्लस्टर हैं तो निश्चित रूप से जब आपके पास गैस संपर्क और तरल संपर्क हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास दो मोड्स है यहां आपके विकल्प 1 2 3 और कई हैं तो जाहिर है जवाब 2 मोड्स सही है तीसरा सवाल ऑटो कोरिलेशन प्राप्त करने के लिए कि कितने सेंसर आवश्यक हैं तो अगर आपके पास ऑटो कोरिलेशन है तो कितने सेंसर आवश्यक हैं हम जानते हैं कि ऑटो कोरिलेशन के लिए केवल एकमात्र सेंसर डेटा पर्याप्त होगा तो यहाँ विकल्प 1 2 मल्टीपल और फिर 1 कंडक्टिविटी तथा 1 ऑप्टिकल हैं तो जाहिर है जवाब होगा एक सेंसर इसलिए इस ज्ञान के साथ हम इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे